आपका पुनः स्वागत है आज हम अभियंता के केंद्रीय पेशेवर उत्तरदायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज हम मुख्य तौर पर अभियंताओं के पेशेवर उत्तरदायित्व पर चर्चा को केंद्रित करेंगे जो साथ में सुरक्षा पर भी केंद्रित होगी हम दो या तीन केस के बारे में भी चर्चा करेंगे और उन्हें दी हुई परिस्थितियों के अनुसार देखेंगे जो उन परिस्थितियों का हिस्सा होते हैं उन अभियंताओं के द्वारा क्या सही कदम उठाने चाहिए तो हम आज के पहले मुख्य प्रश्न से शुरुआत करते हैं क्या अभियंताओं में सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व कोई उभरती हुई आम सहमति है तो हम लोग लगातार लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं लोग अभियंताओं के लिए एक प्राथमिक उत्तरदायित्व होते हैं अब हमने क्या पाया कि अभियांत्रिकी में भी कुछ अलग विशेषज्ञता होती है अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग तरह के अभियंता होते हैं तो यहां पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं जैसे आप किसी भी तरह के अभियंता हैं आपकी किसी भी तरह की विशेषज्ञ जानकारी और उत्तरदायित्व विशेषज्ञता है क्या कोई ऐसी आम सहमति है जो अभियंताओं मैं सुरक्षा के उत्तरदायित्व को लेकर है तो हमें इसे देखना चाहिए पहले हम यह चर्चा करेंगे कि सुरक्षा अभियंताओं के लिए विशेष उत्तरदायित्व क्यों है क्योंकि वह उस अंतराफलक पर होते हैं जहां पर उत्पाद या सेवाएं विकसित होती हैं और जो उसका प्रयोग करते हैं वह उपभोक्ता होते हैं तो इसका मतलब है यह हमेशा उपभोक्ता के लिए समझना संभव नहीं है कि इसके हानिकारक इससे क्या है और यह प्रमुख रूप से प्राथमिक चिंता अभियंता की द्वारा होती है कि वह सुरक्षा के भाग को देखें और उन्होंने जो कुछ भी विकसित किया है उसके लिए व्यवस्था में सक्रिय उपायों को लेना वह नहीं करता है जो वह करना चाहते हैं और यही सुरक्षा का मुद्दा है और वह वही प्रदर्शित करता है जो उस से प्रदर्शित करने की उम्मीद की जाती है तो यह एक प्रकार से प्रदर्शन से संबंधित मुद्दा है तो यह नहीं करता है जो इससे नहीं करने की उम्मीद की जाती है क्योंकि कुछ आप जानते होंगे जो बहुत ही जानकारी वाले ग्राहक नहीं होते हैं जिम्मेवार उपभोक्ता कि हम कल्पना कर सकते हैं या वह किसी के द्वारा गलत तरह से इस्तेमाल किए गए हो सकते हैं हमें यह कल्पना करनी होगी कि अलग अलग तरह की कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं और जितना अधिक से अधिक संभव हो सके उपकरण की सुरक्षा के लिए एहतियात लेने चाहिए तो इसी वजह से यह समझना होगा कि व्यवस्था खुद नहीं करती है जोकि उससे करने की उम्मीद ना की जाए जो कुछ भी मिला है उसमें कुछ ना कुछ सुरक्षात्मक ताला होना चाहिए डिजाइन में स्वयं कुछ ऐसा होना चाहिए जो खुलना सके अगर आप अपने लिए कोई उपकरण लेते हैं तो यह एक पुल खरीदने जैसा होना चाहिए जो बहुत सारा यातायात का वजन ले सके तो दूसरे के द्वारा हमला करने पर भी खड़े रहना हम उन जहाजों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों पर हमला करते हैं और हो सकता है वह पानी पर तैरने वाला जहाज हो जो कम वजन का हो जिसकी वजह से उस में कंपन हो सकता है तो वह खड़ा रह सकता है और हम आपको बता रहे हैं कि वह नहीं करेगा जो उससे करने की उम्मीद नहीं करी जाती और वह वही करेगा जो उससे उम्मीद की जाती है तो यह एक किसी मुद्दे को प्रदर्शित करने का तरीका है यह बिल्कुल एक चिकित्सक की तरह लगता है यह दिया गया है और यह नहीं करना है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है तो यह साफ साफ नैतिक उत्तरदायित्व के हिस्से को बताता है तो जब आप इन चीजों के बारे में बात करते हैं की अभियंता की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कई अभियंता समाज नैतिकता के नियम संग्रह में उपस्थित है यह नियम संग्रह यह बताता है कि यह अभियंता का उत्तर दायित्व है कि वह लोक स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा करें तो इन पांच समाजों में से जैसे अमेरिकन सोसायटी आफ सिविल इंजिनियर्स अमेरिकन केमिकल इंजीनियर अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इंजिनियर्स नेशनल सोसाइटी ऑफ़ प्रोफेशनल इंजीनियर एवं नेशनल काउंसिल फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनर्स एंड सर्वेयर अपने नैतिकता के में अंतिम संस्करण बताना जारी रखते हैं अभियंता को अपने पेशेवर कर्तव्य से उच्च स्तर की सुरक्षा स्वास्थ्य और लोगों की भलाई भी करनी चाहिए तो इससे अलग कि आप किस विभाग से हैं आप की क्या विशेषता है इन 5 मुख्य समाजों ने एक समझौता किया और एक तालमेल बनाया की अभियंताओं को अपने पेशेवर कर्तव्यों की पूर्ति के हिस्से के तौर पर लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा और भलाई उनकी मुख्य चिंता का विषय होना चाहिए ना कि किस शाखा के वह हैं या किस विभाग से वह आते हैं हम इसे फिर से देखने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमने बताया कि हम छोटे छोटे के पर चर्चा करेंगे और उनके केस के आधार पर हम देखेंगे कि कोई भी अभियंता इसमें शामिल हो क्या कार्यवाही होती है चाहे वह नैतिक रुप से सही हो चाहे कुछ अलग किया गया हो तो प्रत्येक मुख्य प्रश्न के लिए हम एक छोटा सा केस लेंगे और उसे विस्तृत करेंगे तो हमें सबसे पहले अप्रत्याशित कारकों के केस को देखना चाहिए जैसे वाहन सुरक्षा मे तो ऐसा बताया गया या दिया गया कि आप एक नए अभियंता हैं और एक बड़ी वाहन निर्माता के यहां डिजाइन टीम के हिस्से के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आप एक नए अभियंता हैं और डिजाइन टीम के हिस्से के रूप में किसी बड़े वाहन निर्माता के यहां कार्य कर रहे हैं कंपनी अपने एक उत्पादक की दिशा की एक मुख्य रूप से पुनः परिकल्पना कर रही है तो आपकी टीम को नई कार के फ्रेम की परिकल्पना के लिए उत्तर दायित्व दिया गया है और कंपनी के अभियान के तौर पर कि उन्हें हल्की कारें बनानी है आपकी कार को और अधिक योग्य बनाना है आपकी टीम को यह बताया गया है कि उन्हें कार्बन फाइबर को संमिश्रित करके कुछ रचनात्मक हिस्से बनाने हैं दूसरा सदस्य जो सम्मिश्रण बदलने के लिए आदर्श अनुकूलन से हटकर फ्रेम के छड़ के काम को देखता है आपने कई पदार्थों के सम्मिश्रण का परीक्षण किया और जमा किया और अंत में उनमें से एक को चुना और आपको यह विश्वास है कि यह काम करेगा आपने कार की बहुत सी प्रतिकृति बनाई हैं जिनका आपने ध्यान पूर्वक परीक्षण किया है और आपका अनुकूलन मंजूर हो गया है और इसे उत्पादन के लिए जाना है आज आपके विरोधी सदस्य के साथ आप ने महसूस किया कि कुछ समस्याएं हैं कार्ड से कुछ इंच की दूरी पर विरोधी सदस्य ने जाड़े में परीक्षण किया और काफी बड़ी दरारें दिखाई पड़े परिकल्पना को देखने के बाद आप ने महसूस किया कि यह दरारों वाला हिस्सा एग्जास्ट सिस्टम के बहुत नजदीक है आप ने निष्कर्ष निकाला कि गर्म पाइप ठंडे मौसम में थर्मल तनाव और दरारें पैदा करता है तो आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और इसके लिए आप कैसे जाएंगे हम लोगों ने इस केस के बारे में पहले भी चर्चा की है और फिर से इस पर जोर देंगे क्योंकि यह केस हमारे दुविधा के समझ पर आधारित है हमने वाहनों के ऊपर चर्चा करी थी कौन उत्तरदाई है इस पर चर्चा करी थी तो आपको क्या लगता है कि अभियंता इस केस में क्या कर सकता है जैसे एक विकल्प है कि मैं मौन रह सकता हूं मैं इसके बारे में किसी को ना बताऊं क्योंकि आपको लगता है कि आप एक नए अभियंता है आप पूरी डिजाइन टीम में बहुत ही नए अभियंता के तौर पर कार्य नहीं कर रहे हैं और आप यह बातें हैं कि आप की पूरी डिजाइन टीम नई कार के फ्रेम के लिए उत्तरदाई होगी और आप अपनी कार्यवाही को सत्यापित कर पाएंगे यह कहकर कि हम यह कार्बन फाइबर को चुन नहीं पाएंगे आपकी टीम को यह निर्देश दिया गया है कि कुछ संरचनात्मक हिस्से आप कार्बन फाइबर को सम्मिश्रित करके बनाएं और तब उस पार का सदस्य है जो फ्रेम की छड़ को देख रहा है और बाकी इससे से उसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है तो आप का उत्तरदायित्व कहां से आया और आप यह कहकर भी सत्यापित कर सकते हैं कि इसको देखा गया था जो एक घुमाओ पर था और जिसे शीत में परीक्षण किया गया था लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह सभी कारों में होगा निश्चित तौर पर यह एक कार में नहीं होगा क्योंकि गर्मियों में परीक्षण की गई है या दूसरी कारों में नहीं होगा जो शीतकाल में परीक्षण की गई है यह एक तरीके की विरोधाभासी परिस्थिति है जहां पर यह सब हो रहा था और आज यह हो सकता है कि उत्पादन के लिए चला जाए और यह मेरी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर मैं उत्पादन को रोकने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि कार को देने का पहले से वादा किया जा चुका हो कि इसके नए प्रकार का प्रारंभ होने जा रहा हो तो बेहतर होगा कि मौन रहें और इसके बारे में किसी को ना बताएं या मुझे इसे सत्यापित करने की कोशिश करनी चाहिए परंतु ठीक है क्या शायद नहीं एक अभियंता के तौर पर जिस भी अवस्था पर या स्तर पर आपको कोई त्रुटि होती दिखती है हो सकता है कि आप बहुत अधिक सौभाग्यशाली हो कि आपने ऐसी त्रुटि को ढूंढ निकाला है जो उत्पादन के शुरू होने से पहले आप ने कर लिया है अगर यह सिर्फ एक कार है तो भी हम उसके प्रयोग करने वाले की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं आपने इसे सिर्फ एक कार में पकड़ा है आपको नहीं पता कि इसी तरह की समस्या दूसरी कारों में भी हो सकती है आप नहीं जानते हैं की समान तरह की चीज हो सकती है तो बहुत सारी अनजान चीजें हैं और आप सुरक्षा के हिस्से से समझौता नहीं कर सकते हैं जब आप यह बातें हैं कि डिजाइन के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर इतना बड़ी दरार आई हुई है इसका मतलब है कि यह उपयोग करने वाले की जिंदगी के लिए खतरा है और यह आपके प्राथमिक उत्तरदायित्व का हिस्सा बनता है कि आप इसके बारे में अपनी डिजाइन टीम को सूचित करें और यह आपके टीम का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि वह इस तरह कार्य करें कि इस पर दोबारा से कार्य किया जाए और इसके बारे में ऑटोमोबाइल निर्माता को सूचित करें तो यहां पर हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व लोगों की सुरक्षा भलाई और स्वास्थ्य के लिए स्थित होता है हम लोगों की जिंदगी का खतरा उठाने की कीमत मोल नहीं ले सकते जबकि हमने किसी गलत चीज को परख लिया है तब यह प्राथमिक उत्तरदायित्व हो जाता है कि हमसे दूसरों की जानकारी ने भी लाएं और यह देखें कि सुधार के लिए क्या किया जा सकता है अब हम इस मॉड्यूल के चौथे मुख्य प्रश्न पर जाते हैं क्यों बग और डिचएस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर पेशेवरों के लिए सामान्य तौर पर ध्यान का केंद्र होना चाहिए जबकि उन्हें सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए हमें देखना चाहिए कि इस प्रश्न में क्या छुपा है और मेरे लिए क्या उम्मीद है अगर हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या बग और डिचएस है सॉफ्टवेयर अभियंता के साथ केंद्रीय समस्या और दूसरे उनके साथ जो डिजाइन और परीक्षण सॉफ्टवेयर के लिए बग रहित सॉफ्टवेयर को बनाते हैं कभी कभी क्या होता है कि बगस निश्चित तौर पर मनुष्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं तो हम सोच सकते हैं हमारी सोच में एक स्तर पर शंका हो सकती है कि वह बग के के बारे में चिंतित हैं और वह सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है ऐसी स्थिति नहीं है बग मनुष्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा हैं इसीलिए सॉफ्टवेयर अभियंता बग को लेकर अधिक चिंतित हैं बगस विशेषकर सुरक्षा की नाजुक प्रणाली को खतरा है जैसे कि ट्रैफिक को नियंत्रण करने की प्रणाली तो चाहे वह जिंदगी और शाखाओं के लिए खतरा हो वह परिस्थितियों पर आधारित होता है जो सीधे तौर पर सॉफ्टवेयर और तकनीकी से तत्काल प्रभाव से संबंधित नहीं हो सकता है तो हमें यह समझना चाहिए कि कुछ बगस सॉफ्टवेयर में उपस्थित होते हैं और सुरक्षा की नाजुक प्रणाली के लिए खतरा होते हैं परंतु यह जीवन के लिए खतरा हैं या नहीं यह अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है तो ऐसा नहीं है कि जब यह प्रभाव डाल रहे होते हैं तो कंप्यूटर अभियंता सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होता है वह बगस को लेकर चिंतित होते हैं और वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि वह जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं वह ठीक तरह से कार्य करें तो किसी तरह की प्रणाली में खराबी सुरक्षा को नहीं प्रदान करती है और परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं इस वजह से वह बहुत अधिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के पहलू पर चिंतित होते हैं बगस से होने वाली गड़बड़ी और त्रुटि बड़ी प्रणाली में अलग हो सकती है सुरक्षा के खतरे का अनुमान लगाना मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में गलती के परिणाम से अधिक मुश्किल है क्योंकि मैकेनिकल और केमिकल अभियांत्रिकी भेजो कुछ होता है वह दिखाई देता है और आप उसी क्षण पकड़ भी सकते हैं परंतु सॉफ्टवेयर अभियंता के लिए क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी प्रणाली के अंदर स्थित होता है इसलिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि इसे पकड़ना मुश्किल होता है इसलिए उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है और हम यह नहीं कह सकते कि उनका संबंध सुरक्षा के साथ नहीं है क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो बहुत मुश्किल के साथ उस परिस्थिति में उसे पकड़ा जा सकता है उन्हें इसके बारे में अधिक सतर्क होना होता है और कोई भी 20 को छोड़ना नहीं होता है तो हम सॉफ्टवेयर अभियंताओं के उत्तरदायित्व के लिए कहते हैं कि त्रुटियों को कम करें त्रुटियों से बचें जो बगस और गड़बड़ियों के कारण होती हैं तो पूर्व अनुमान लगाना चाहिए कि कौन सी त्रुटि बगस को उत्पन्न करता है और सुरक्षा के लिए खतरा होता है और ऐसी खास त्रुटियों को रोकना चाहिए तो यह एक तरह से त्रुटियों से बचना हुआ और उनको पता करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जो परीक्षा की परिस्थिति में यह बताते हैं कि क्या संभव त्रुटि हुई है जोकि बग को उत्पन्न कर रही है और इसको कैसे रोका जाए कि वह सुरक्षा के लिए किसी तरह खतरे का मुद्दा ना बने तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि एक कंप्यूटर अभियंता का सुरक्षा से क्या मतलब है तो यह आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि उनका सुरक्षा के मुद्दों से बहुत मतलब है और उनके द्वारा अगर किसी प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो जाती है तो वह सुरक्षा के नुकसान को आगे बढ़ा सकता है तो यह उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उसे रोके यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनके लिए कि वह इस तरीके की त्रुटियों को होने से रोके आगे हम पुनः बढ़ते हैं जहां एक छोटे से केस से मतलब है जिससे कि हम इसे और अच्छी तरह से समझ सके तो हमने एक सॉफ्टवेयर बग को देखा जो यूएस वायु सेना के आधुनिकतम सुपर फाइटर के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था यह उदाहरण यूएस वायु सेना के सुपर फाइटर से संबंधित है जो F 22 "रैपटर" है एक रैपटर की कीमत 300 मिलियन डॉलर से अधिक है तो एक सॉफ्टवेयर वर्ग ने इस कीमती वायुयान को नाश कर दिया जब वह अंतरराष्ट्रीय समय सीमा को पार कर रहे थे फरवरी 2007 में गड़बड़ी सामने आई रैपटर का एक समूह जापान में अभ्यास करने के लिए प्रशांत महासागर में गया था तब रैपटर एक साथ क्रैश को भुगतने वाले थे क्योंकि उनका लोंगिट्यूड 180 डिग्री पश्चिम से सरक 180 डिग्री पूरब पहुंच गया था टैंकर हवाई जहाज रैपटर के साथ उड़ रहे थे और उनमें कुछ समय पुराना पथ प्रदर्शक किट तक उड़े क्योंकि साथ में टैंकर हवाई जहाज उड़ रहे थे दो सॉफ्टवेयर बाघ ने समय बर्बाद किया और पैसा भी परंतु जिंदगी यों का नुकसान नहीं हुआ तो यह उदाहरण इतने महंगे और महत्वपूर्ण वायु सेना के सुपर फाइटर के त्रुटि मुक्त सॉफ्टवेयर के सुचारू रूप से कार्य करने के महत्व को साफ साफ केंद्रित करता है आपने यहां पर यह पाया कि अगर प्रोग्राम में कुछ बग है और वह लोंगिट्यूड को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और उसको 180 डिग्री पश्चिम से 180 डिग्री उत्तर की तरफ घुमा दे रहे हैं तब यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर वह टैंकर हवाई जहाज नहीं होते तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी तो इसकी कीमत जिंदगियों से पूरी होती तो हमने वहां पर यह पाया कि सॉफ्टवेयर बने समय और पैसे को बर्बाद किया परंतु वह जिंदगी की कीमत पर भी हो सकता था अगर एक भी हवाई जहाज गलत जगह पर उतर जाता अगर टैंकर हवाई जहाज नहीं होते तो वह वापस वायु सेना के आधार स्थल पर नहीं आ पाते और 11 हवाई जहाज की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती तो यह बहुत बड़ी रकम होती बहुत सारा समय भी और अब आप जान सकते हैं कि त्रुटि मुक्त सॉफ्टवेयर का यहां पर महत्व क्या है तो यह निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिए एक मुद्दा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक सॉफ्टवेयर अभियंता बग और गड़बड़ियों पर केंद्रित हो और उसे पता करने के लिए सक्रिय रूप से पता करना होता है कि बाघ और गड़बड़ियां क्या कर सकते हैं जैसा कि इस केस में हुआ था अगर उन्होंने ऐसे ही यह देख लिया होता कि ऐसा होगा और इस समस्या को पहले ही रोक लिया होता यह सोच कर कि है एक संभावित त्रुटि हो सकती है और इसे कैसे रोका जाए तब ऐसी परिस्थितियां किसी भी कीमत पर नहीं उत्पन्न होती तो यह सब कंप्यूटर अभियंता के केंद्रीय पेशेवर उत्तरदायित्व पर आधारित थे कि वह परिस्थिति को पहले से ही देख लेंगे जो एक त्रुटि को उत्पन्न कर रही है और यह पता कर लेंगे कि उसे कैसे खत्म करना है और फिर अगर किसी बड़ी प्रणाली में एक बार यह सॉफ्टवेयर चला गया तो फिर वह जिंदगी पैसे और समय इत्यादि की कीमत पर नहीं होगा हम अब महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं जो सुरक्षा से होने वाले नुकसान ओं की जानकारी से आगे की बात बोलते हैं क्या यह इतना ही है कि मेरे पास ज्ञान है या ज्ञान होना चाहिए और मैं जाकर उसको रोक सकता हूं या यह मेरे उत्तरदायित्व का हिस्सा है कि मैं यह भी देखूं कि नुकसान हट गया है या घट गया है कि नहीं तो क्या जानकारी होना काफी है या सक्रिय प्रकृति की क्रिया की आवश्यकता है क्रिया की आवश्यकता है ताकि मैं यह देख सकूं कि नुकसान घट गया है या हट गया है तो यहां पर जागने वाला एक प्रश्न आ गया है तो जब मैं यह देखता हूं कि कोई चीज गलत है तो हमें जानकारी के साथ बैठना नहीं चाहिएइसमें उत्तरदायित्व के हिस्से की आवश्यकता होती है जो मेरा हिस्सा है और उसे आगे बढ़ाकर लोगों की जानकारी में लाना चाहिए और उससे संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए जिससे वह उसका ख्याल रख सके अगर वह नहीं रखते हैं तो हो सकता है मुझे इसको लोगों के सामने की आवश्यकता पड़ सकती है और वह भी पहले उच्च अधिकारियों के सामने और उसके बाद भी अगर वह दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा है और वह मेरे उत्तरदायित्व का हिस्सा है कि मैं लोगों की तरफ जाऊं और लोगों की राय को जानू कि वह इसके बारे में क्या है जो नुकसान होने को घटा सकता है तो इतना ही काफी नहीं है कि एक अभियंता को इस चीज के लिए तैयार किया जाए कि वह सुरक्षा के नुकसान को पहचान पाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है परंतु एक सकारात्मक सोच और व्यवहार की क्रिया की आवश्यकता है जिससे हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं तो क्योंकि अभियंता को इस बात का अधिकार नहीं होता कि वह उस त्रुटि को सुधारे जिसे उसने पकड़ा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि संस्थान में निर्णय लेने वाले के साथ और अभियंता के बीच विचारों में विरोधाभास हो सकता है जैसे कि अभियांत्रिकी नैतिकता जो यह कहती है कि मैं अपनी संस्था के लिए विश्वसनीय हूं या मैं लोगों के प्रति अधिक विश्वसनीय हूं तो इस तरह की दुविधा उत्पन्न हो सकती है जैसा कि पिछले केस जिसकी चर्चा कार के फ्रेम के कार्बन फाइबर से संबंधित थी और उसमें एक नए अभियंता ने गड़बड़ी को पकड़ा था और उसने उच्च अधिकारियों तक उसे पहुंचाया था परंतु वह व्यक्ति निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था कि वह निर्णय ले कि उसे उन हिस्सों को बदलना है कि नहीं तो वह आदमी क्या करने जा रहा था और उसकी पेशेवर प्रतिबद्धता उसको क्या करने के लिए कह रही थी तो वह दोबारा बता सकता था वह प्रभाव डलवाने की कोशिश कर सकता था वह लोगों को अपने पेशेवर अनुभवों से समझा सकता था कि इसके दीर्घकालीन क्या प्रभाव हो सकते हैं और यह किस प्रकार हमारी संस्था की छवि पर प्रभाव डालेगा कैसे यह हमारी संस्था के लिए लोगों के विश्वास को प्रभावित करेगा परंतु अंतिम निर्णय तो संस्था के द्वारा ही लिया जाएगा तो अब अगर संस्था उस व्यक्ति के नजरिए को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और अपने कार के उत्पादन को जारी रखती है अपने पुराने ही तरीके को अपनाते हुए कि यह करती रहती है और अभियंता के द्वारा सुरक्षा के मुद्दे पर उठाई गई चेतावनी पर ध्यान नहीं देगी हम इसे फिर से एक छोटे से केस के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करेंगे वहां पर हमने क्या पाया कि अभियंताओं में एक आम सहमति उत्पन्न हो रही थी कि यह उनका उत्तरदायित्व है कि सुरक्षा के मुद्दे पर वह शिकायत दर्ज करें और वह भी अपनी संस्था के अंदर और अगर उसे सुना नहीं जाता है तो वह संस्था के बाहर जाकर भी एक जागृति उत्पन्न कर सकते हैं तो उनको यह अधिकार है कि वह जबरदस्ती कई तरह की त्रुटियों और गलत व्यवहार के लिए ध्यान आकर्षित कर सकें तो जैसा कि सरकारी नियंत्रण में किसी काम को गलत तरह से प्रस्तुत करना या इसी तरह से और भी तो संस्था से बाहर जाने के बाद भी पहले इसे संस्था के अंदर सूचित करना चाहिए उन्हें अपनी संस्था को यह समझाना चाहिए कि सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखने से उन्हें लंबे समय तक फायदा मिलेगा ना कि उन्हें निकटतम फायदों को देखने से और दीर्घकालीन समय संस्था की छवि को लोगों के मन में प्रभावित करता है और उनकी विश्वसनीयता में दूसरा अभियंता के पास केवल अधिकार ही नहीं है परंतु उनके पास नैतिक कर्तव्य है कि वह मुद्दे को रोशनी में लाएं जबकि यह मनुष्य की स्वास्थ्य और मनुष्य की जिंदगी को खतरा देने से संबंधित हो तब अब यहां पर हम फिर से एक नए को केस देखते हैं गार्सिया एक प्रसिद्ध संरचनात्मक अभियंता है और उसे एक नाम मात्र की कीमत पर एक बड़े अखबार ने अपने यहां राज्य सेतु निर्माण प्रोजेक्ट के स्थल को देखने के लिए रखा है यह प्रोजेक्ट निर्माण में देरी के कारण काफी परेशान कर रहा था कीमत बढ़ रही थी और लांछन लग रहे थे क्योंकि निर्माण स्थल पर दुर्घटना की काफी खबरें छपी थी

गार्सिया की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें पुल की सुरक्षा से संबंधित काफी समस्याएं बताई गई थी एक जांच बैठा दी और और इरादा निर्णयात्मक नहीं था आपका गार्सिया के उत्साही असाइनमेंट को स्वीकार करने से क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए तो आपको क्या लगता है कि गार्सिया मैं खाली एक समाचार के लिए साधारण सा वक्तव्य दिया कि उसमें काफी सारी समस्याएं हैं और वह भी उसने खाली 1 दिन के निरीक्षण के बाद उसने निष्कर्ष निकालने से पहले गहराई में उसका अध्ययन नहीं किया तो हमने क्या पाया कि और उसने यह अपनी रिपोर्ट में कहा कि अतिरिक्त जांच होनी चाहिए और दूसरे हल की आवश्यकता पड़ सकती है अगर आगे जांच की जाए तो तो इन समस्याओं के लिए उस अखबार ने एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया जो कि उस रिपोर्ट पर आधारित था और यह आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बहुत सारी खामियां हैं और प्रोजेक्ट अभियंता ठेकेदार एवं राज्य राजमार्ग विभाग यह सब दुर्व्यवहार और अक्षमता के लिए उत्तरदाई हैं तो हमने एक रचनात्मक अभियंता के तौर पर क्या देखा अगर हम उत्तरदायित्व को लेने के लिए पहले व्यक्ति होते हैं और एक साधारण सी धनराशि के लिए एक बड़े शहर के अखबार द्वारा बिना जाने उस की मनसा को शांत करने के लिए हम यह भी नहीं जानते कि वह अखबार किसी प्राकृतिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है या इसका कोई राजनीतिक संबंध है और हम क्या कोई सुरक्षात्मक तरीका अपना सकते हैं क्या हम किसी एक समझौते में बन सकते हैं क्योंकि 1 अगस्त रचनात्मक अभियंता के द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उसका बहुत महत्व होता है क्योंकि वह उसके उत्तरदायित्व पर आधारित होती है तो क्या अखबार उसकी रिपोर्ट को गलत मान सकता है तो या तो उसे एक समझौते से जुड़ना चाहिए कि वह इस संबंध में लोगों को गुमराह नहीं करेंगे उन्हें और यहां पर हमारे लिए एक प्रश्न यह भी है कि क्या गार्सिया मैं जो क्षमताओं की बात की थी क्या उन्हें अनुभव किया था परंतु इसके लिए बहुत अधिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है रिपोर्ट लिखने से पहले और उस पर कोई टिप्पणी करने से पहले पेशेवर उत्तरदायित्व और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है तो क्या सिर्फ 1 दिन के निरीक्षण को आप समुचित मानते हैं और वह भी बिना जांच किए क्या उसके लिए यह उचित था कि वह इस गंभीर समस्या को बताएं या इससे पहले कि वह इस बारे में बताती उसे कम से कम कुछ परीक्षणों से तो गुजरना चाहिए तो एक प्रश्न है जो यहां पर उठ रहा है जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो वह उत्तरदायित्व के बारे में कुछ बोलता रहे थे मैं जब कोई एक वक्तव्य देता हूं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसका असर लोगों पर बहुत गहरा होता है और दूसरे हित धारक भी शामिल थे तो यह मेरे उत्तरदायित्व का हिस्सा है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं कुछ भी वक्तव्य देता हूं तो सभी प्रक्रियाओं की परीक्षा यथासंभव कर के दू तो हम यहां पर यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या गार्सिया ने जो कदम उठाया कि उसने देख कर निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट लिखिए या उसने एक बड़ी समस्या के बारे में लिखा तो और तब जब उसने उस बड़ी समस्या के बारे में लिखा तो क्या यह उसके उत्तरदायित्व का हिस्सा था और अखबार के द्वारा उसे द्वारा परीक्षण करना की वह उसकी रिपोर्ट को गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका नाम उन लोगों को पकड़ने में कर रहे हैं जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं और दूसरी चीजें भी क्योंकि हमें अखबार के सही मंशा का अंदाजा नहीं है तो हमें उत्तरदायित्व के इस भाग को भी समझना होगा तो यह खाली सुरक्षा को लेकर जानकारी होना ही नहीं है जो महत्वपूर्ण है निश्चित तौर पर जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है परंतु हमें एक अभिनेता के तौर पर यह भी देखना होगा कि हमने सुरक्षा के बारे में अवगत कराया है कि नहीं और उसे ठीक से प्रस्तुत किया गया है कि नहीं यह कम बताया हुआ या अधिक बताया हुआ यह दूसरी पार्टियों के द्वारा अपने खुद के हित में दुरुपयोग करने जैसा तो नहीं है क्योंकि अंत में सुरक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा और लोगों का हित यही बड़ी चीजें हैं तो गार्सिया ने एक बड़ी समस्या के बारे में अवगत कराया था और अखबार को जब तक कि वह स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक उसे नहीं छापना था और उसे बढ़ा चढ़ाकर तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि पूरा परीक्षण नहीं हो जाता तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कि हां वास्तव में कोई समस्या है और इसके लिए सुधार के कदम उठाने की आवश्यकता है हम अगले मॉड्यूल में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जाएंगे और इसी तरह के छोटे केस पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद